आपका स्वागत है दोस्तों फिर से नमूनाकरण के सत्र में इसके साथ पिछले सत्र में हमने गैर संभाव्यता नमूने के बारे में चर्चा की थी जो मूल रूप से नमूना और हम नमूना कैसे शुरू करते हैं और गैर संभाव्यता नमूना क्या है और फिर हमने संभाव्यता के नमूने लेने के तरीकों से शुरुआत की थी उदाहरण के लिए हमने पहले साधारण यादृच्छिक नमूने में एक साधारण यादृच्छिक नमूने के साथ शुरुआत की जिसमें हमने कहा था कि प्रत्येक वस्तु के चयन का प्रतिवादी को समान मौका मिलता है एक संभाव्य नमूने की सुंदरता है जहां पूर्वाग्रह नहीं है कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि हर कोई मेरी कक्षाओं में ऐसा कर रहा है मैंने कहा कि 50 छात्र हैं और मैं चाहता हूं किसी भी पाँच को लेने के लिए तो मैंने बेतरतीब ढंग से लिया और यह पाँच ऐसे लोग हैं जिनके पास चयन प्रक्रिया में कोई पूर्वाग्रह नहीं है लेकिन हां एक बात यह है कि वे संदिग्ध हो सकते हैं कि क्या यह पांच वास्तव में पर्याप्त हैं या नहीं वे उचित हैं क्योंकि उनमें से कुछ सभी पांच वास्तव में छात्र थे जो कक्षा में कम उपस्थिति थे वे उस समय इस मामले में कक्षा के अधिकांश समय कभी नहीं आए आप एक कठिनाई जानते हैं लेकिन एक संभावना का उद्देश्य है जिसे आप जानते हैं कि नमूना पूर्वाग्रह को कम करें दूसरा हम देखते हैं कि एक बार हम समाप्त कर लेते हैं कि अगला स्तरीकृत नमूनाकरण था इसलिए स्तरीकृत नमूने जैसा कि आप सही स्तरीकृत नाम से समझ सकते हैं जो एक ऐसा शब्द कहता है जो स्ट्रेटा शब्द से उभरा है स्ट्रेटा का मतलब है पृथ्वी उदाहरण के लिए पृथ्वी की परत है परत क्या आप जानते हैं कि अलग अलग वातावरण के वातावरण में फैले हुए हैं आयनमंडल यह सब हैं स्ट्रैटा का सही स्ट्रैटा मूल रूप से हम विभाजित करते हैं जो कह रहा है कि जनसंख्या स्तरीकृत नमूनाकरण है जनसंख्या कई अलग अलग श्रेणियों को अपनाती है फ्रेम को अलग से व्यवस्थित किया जा सकता है तब तक जो कुछ भी आबादी है अब प्रत्येक का कहना है कि कई हिस्सों में विभाजित किया गया है ठीक है ये स्ट्रेटा वास्तव में वे है जनसंख्या को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कभी कभी उन्हें आनुपातिक या कोटा कहा जाता है यादृच्छिक नमूनाकरण भी आवश्यक नहीं है कि यह हर समय आनुपातिक हो आनुपातिक यह असम्बद्ध हो सकता है स्तरीकृत नमूनाकरण भी दो प्रकार के होते हैं आनुपातिक स्तरीकृत नमूनाकरण और अनुपातहीन स्तरीकृत नमूनाकरण उदाहरण के लिए देखते हैं एक छोटी सेवा एजेंसी और कोई ग्राहक मूल्यांकन कर रहा है जो ग्राहक मूल्यांकन करना चाहता है सेवा की गुणवत्ता वह स्तरीकृत नमूनाकरण का उपयोग कर सकते हैं आप एक अध्ययन करना चाहते हैं उदाहरण के लिए हमारे व्यवहार के बारे में आबादी को उदाहरण दें सिगरेट धूम्रपान करने वालों की किस तरह सही सिगरेट धूम्रपान करने वालों की आदतें हैं हालत स्तरीकृत नमूनाकरण को कम करने या सटीकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एक अध्ययन की लागत या अब वह मूल रूप से ऐसा कर रहा है जैसा कि मैंने कहा था कि स्तरीकृत नमूनाकरण जनसंख्या को कई स्तरों में विभाजित करता है इसके कई वेरिएबल्स के माध्यम से प्रत्येक स्ट्रेटा से प्रत्येक स्ट्रेटा प्रतिनिधित्व सही होगा वहाँ प्रत्येक स्तर से कुछ प्रतिनिधित्व होगा तो हम देखते हैं कि वह क्या है ग्राहकों के नमूने की सूची फ्रेम के तीन अलग अलग प्रकार के हैं तीन तबके अफ्रीकी अमेरिकी हिस्पैनिक अमेरिकी और अन्य बनाए गए हैं यदि आप कुछ देख सकते हैं तो अंतर यह है कि कोटा जैसा ही है लेकिन यहाँ भी कोटा और स्तरीकृत नमूने के बीच अंतर यह है कि कोटा नमूने में थे संभाव्य विधि का उपयोग न करना चाहे आप किसी सुविधा या निर्णय विधि का उपयोग कर रहे हों स्तरीकृत नमूने के मामले में तत्व का चयन करने की विधि संभाव्य है केवल इतना ही अंतर है तो अब हम कहते हैं कि प्रत्येक स्तर से एक प्रतिनिधित्व है तो अब बेतरतीब ढंग से छोटे नमूने स्ट्रेटा से खींचे जाते हैं इसलिए जब आप प्रत्येक तबके से टूट गए जब आप प्रत्येक तबके यादृच्छिक रूप से आप बेतरतीब ढंग से जानते हैं कि आप कुछ नमूने का चयन कर सकते हैं यदि आप कहते हैं कि आप उसे वापस नहीं लेते हैं तो बात यह है कि आप विभाजित हो गए हैं जब आबादी कई स्पष्ट कट स्ट्रैटास में है और यह तबका सही नहीं है कम से कम कुछ प्रतिनिधित्व शून्य नहीं हो सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यह एक मामला है आपके लिए आनुपातिक रणनीति के लिए स्तरीकृत नमूने के लिए पता है कि प्रत्येक स्ट्रैटाम में सैंपल हो सकता है कि यदि आप कंपनी बनाते हैं तो स्ट्रैटाम के आकार के निम्नलिखित स्टाफ पुरुष 90 पूर्णकालिक 90 अंशकालिक पूरी तरह से महिला पूर्ण समय 18 पूर्ण समय 4 9 है महिला अंशकालिक है 63 ठीक है तो कुल 180 है अब हमें 40 का नमूना लेने के लिए कहा गया है हमारे नमूने के रूप में केवल 40 लोगों की आवश्यकता है अब हम उस स्तरीकृत नमूने का उपयोग कैसे करते हैं अब पहले पुरुष में पूरा समय कुल होता है इसलिए 180 में से 90 में से 50 पुरुष अंशकालिक होता है 10 महिला फुलटाइम 180 में से 9 थी यह केवल 5 है लेकिन महिला अंशकालिक यह 35 थी इसलिए अब एक बार हमारे पास प्रतिशत है जो हम आगे करते हैं हम 40 के नमूने के लिए गए हैं हम 40 का 50 लेते हैं क्या 20 व्यक्तियों पुरुष का पूर्णकालिक होना चाहिए 10 व्यक्तियों का 10 जो 4 व्यक्ति का होना चाहिए पुरुष अंशकालिक जो 18 का है वहां 5 है जो दो व्यक्तियों के लिए महिला पूर्णकालिक होना चाहिए और 35 यानी 14 व्यक्तियों को महिला अंशकालिक होना चाहिए तो स्तरीकृत नमूने में स्तरीकृत नमूने का सबसे बड़ा लाभ स्तरीकृत नमूनाकरण है आपको यह जानने में मदद करता है कि अध्ययन के सभी स्तरों को शामिल करना सही नहीं है किसी भी अध्ययन के किसी भी हिस्से का अध्ययन तो अंत में यह एक देखा ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप स्तरीकृत नमूना जो मेरे पास सूची में है वह यह है कि जब आप स्तरीकृत नमूना बनाते हैं तो कृपया ध्यान रखें कि कई वेरिएबल्स को न लें कई वेरिएबल्स को अधिकतम संख्या तक नहीं ले जाएं चर दर्शकों पर विचार करना चाहिए आम तौर पर हम जनसांख्यिकीय चर पर विचार करते हैं इसलिए एक चर केवल एक या दो होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप इससे अधिक नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे एक या दो से अधिक चर नहीं लेने चाहिए एक स्ट्रैटा बनाएं फिर जो होता है वह अत्यधिक जटिल हो जाता है इसलिए इसे विभाजित करना चाहिए दूसरी बात यह है कि स्ट्रैटा की संख्या छह से अधिक नहीं होनी चाहिए आदर्श रूप से यह कम होनी चाहिए छह स्ट्रैटा की तुलना में उदाहरण के लिए चार पाँच और छठी इसलिए हम भारतीय पुरुष अमेरिकी महिला भारतीय महिला अमेरिकी पुरुष को कह सकते हैं तो हम कहते हैं कि एक पुरुष हमें एक इटैलियन महिला कहता है तो अगर मैं विभाजित कर रहा हूं जनसंख्या को अधिकतम छह हिस्सों में विभाजित करना चाहिए क्योंकि पूरी स्तरीकृत नमूनाकरण का उद्देश्य समान संख्याओं में समान रूप से विभाजित करना था ताकि आपने किया हो अपने परिणाम प्राप्त करने में समय और प्रभाव का बहुत अधिक खर्च न करें या आप उचित जानते हैं कि यह होगा वस्तु पर खो जाएगा तो हमें दो बहुत कम से अधिक चर नहीं लेते हैं अधिकतम और छह स्ट्रेट्स का अधिकतम ठीक है इसलिए नमूने के साथ स्तरीकृत आप समझ सकते हैं अब मुझे उम्मीद है कि स्तरीकृत नमूनाकरण बहुत उपयोगी है इसका उपयोग शोध अध्ययनों में किया जा सकता है जैसा कि नाम से पता चलता है व्यवस्थित नमूनाकरण सिस्टेमैटिक सैंपलिंग एक सिस्टम है इसलिए कुछ सिस्टेमैटिक आर्डर के बीच होता है आप कहते हैं कि यह कुछ आदेश योजना के अनुसार लक्ष्य आबादी को व्यवस्थित करने पर निर्भर है उदाहरण के लिए इस मामले में मान लें कि छह स्ट्रैटा के उदाहरण हैं आइए आपको बताते हैं इसमें से तीन नमूने चाहिए इसलिए मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि मैं हर दूसरे विकल्प को पसंद कर सकता हूं पहले मैं इसे ले जाऊंगा फिर मैं इसे छोड़ दूंगा मैं इसे छोड़ दूंगा मैं इसे ले लूंगा इसलिए मुझे मिल गया है तीन नमूने सही हैं इसलिए हम कहते हैं कि आपको यह देखना होगा कि लोग किसी जनगणना के अध्ययन से आते हैं या नहीं वे एक कॉलोनी के साथ व्यवस्थित नमूना लेने जा रहे हैं जो वे करते हैं वह कॉलोनी को कैसे विभाजित करता है कई लोगों को आप सही एक सौ दस या बीस नमूनों से बाहर चाहते हैं हमारे पास इसी तरह का उदाहरण है इसलिए आपको बस यह विभाजित करना होगा कि प्रत्येक 20 मान लें कि आपको उस मॉडल की आवश्यकता है 20 नमूनों की आपको आवश्यकता होती है इसलिए यदि आपको 100 में से 20 की आवश्यकता होती है तो हर पांचवां तत्व आपका हो जाता है पसंद ठीक है चलो यह देखते हैं तो जनसंख्या बेतरतीब ढंग से आदेश दिया है सटीक ठीक वास्तव में यह आम तौर पर व्यवस्थित सरल यादृच्छिक नमूना सही होने के बाद आता है कि वैल्यूएशन को दूसरा अधिकार कैसे लिया जाए तो चलिए अब इस अध्ययन में पुस्तकालय में कुल 100 उत्तरदाता हैं प्रतिवादी से बीस एक नमूना अध्ययन के रूप में बाहर निकाला जाना 100 आबादी है अगर आप ऐसा करते हैं कि हर पांचवें तत्व को अब चुना जाना है तो इसे अब कैसे किया जा सकता है यदि आप इस चौथे चौदह चौदह पंद्रहवें उन्नीसवें को देखते हैं तो वे हर पांच अंतराल पर जाते हैं ५० इसलिए यह सही तरीके से व्यवस्थित नमूना सैंपलिंग सही तरीके से की गई है अंतिम नमूना जिसे संभावित के तहत क्लस्टर नमूनाकरण कहा जाता है यह क्लस्टर नमूनाकरण मॉडल में से एक है क्लस्टर नमूना क्षेत्र की तरह है मूल रूप से नमूना लेना तो मूल रूप से क्लस्टर क्या होता है ये क्लस्टर डेटा बिंदु हैं जो प्रकृति में समान हैं जिसमें यह क्लस्टर ए है यह क्लस्टर बी है जैसा कि माना जाता है कि एक दो चरण के नमूने की तरह यह कहता है कि पहला चरण नमूना है जिसे एक क्षेत्र के रूप में चुना है तो दूसरे चरण में उन क्षेत्रों के भीतर संभावना में उत्तरदाताओं को चुना जाता है तो जनसंख्या को आम तौर पर समरूप इकाइयों के समूहों में विभाजित किया जाता है भौगोलिक संदर्भ या कुछ समानता के आधार पर आप समझ सकते हैं कि नमूना इकाइयाँ कितनी हैं व्यक्तियों के बजाय समूहित समूहों को ऐसे क्लस्टर का एक नमूना चुना जाता है एक क्लस्टर नमूना मूल रूप से 3 चरणों में किया जाता है एक चरण दो चरण और बहु मंच तो आइए एक आसान उदाहरण लेते हैं उदाहरण के लिए कोई भारतीय जनसंख्या में लोगों के कर व्यवहार पर एक अध्ययन करना चाहता है सरकार अध्ययन से लोगों के बारे में कुछ समझ बनाना चाहती है लोग एक कर या कुछ कर छोड़ते हैं इसलिए यह किया जाता है कि इसे कई राज्य मिल गए हैं और अब यह बेतरतीब ढंग से चयन करना चाहता है यह एक राज्य को यादृच्छिक रूप से किया जाना चाहिए और फिर यह पूरी तरह से इस राज्य की आबादी पर अध्ययन करता है इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो इसे एक चरण कहा जाता है तो आइए एक चरण दो चरण एकाधिक चरण देखें ठीक एक चरण में चयनित समूहों के भीतर सभी तत्वों को शामिल किया गया है इसलिए यह सभी तत्वों को पूरा करता है चयनित क्लस्टर के भीतर सभी तत्वों को पूरा कर सकते हैंरा ज्य स्पष्ट रूप से राज्य हो सकता है बड़ी स्थिति में जिला या गांव हो सकता है शहर जो नमूने में शामिल हैं दो चरणों में नमूना यह क्या है तत्व का एक सबसेट चयनित समूहों के भीतर है यादृच्छिक रूप से चयनित उदाहरण हैं यह उदाहरण तो सभी स्कूलों का चयन करता है फिर स्कूल के पहले नमूने में कई स्कूल हैं तो आप स्कूलों को बुलाते हैं और फिर आप बेतरतीब ढंग से कुछ स्कूलों को बाहर निकालते हैं जिन स्कूलों में आप नमूना छात्रों को पहले दो चरण में लेते हैं यह है कि स्पष्टीकरण बहुत अधिक सरल हो गया है तो मान लीजिए कि हम समझते हैं कि जनसंख्या है या अध्ययन का आयोजन किया जाना है छात्रों ने सभी स्कूलों में से कुछ छात्रों को बेतरतीब ढंग से चयनित किया है और उसके बाद फिर से उन स्कूलों से बेतरतीब ढंग से फिर से छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है इसलिए दो चरणों में हैं यह हैं कि एक में दो चरण का नमूना है मल्टी स्टेज केवल तीसरा चरण जो थोड़ा गहरा सही जाता है एक चरण गहरा आप समझ सकते हैं इसलिए नमूनाकरण दो या दो से अधिक इकाइयों के स्तर से जटिल है और एक दूसरे में एम्बेडेड है उदाहरण के लिए पहले चरण में सभी राज्यों में चुने गए जिले की यादृच्छिक संख्या है इसलिए सभी राज्यों में से एक राज्य से यादृच्छिक रूप से और दूसरे राज्य से दो अलग हैं फिर बेतरतीब ढंग से चुने गए गांवों को अगले के बाद चुना जाता है ताकि हो सकता है कि वे इस तरह के गाँव चुनते हैं आप केवल कुछ गाँवों से चूक गए होंगे तो तीसरा चरण है घर का चयन अब तब होता है जब यह सभी अंतिम इकाइयाँ होती हैं जो घरों को अंतिम चरण के सर्वेक्षण के लिए चुना जाता है तो यह वही है जो मूल रूप से एक मल्टी स्टेज में किया जाता है केवल दो स्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है दो चरणों का अग्रिम संस्करण इसलिए पहला चरण जिसे आपने चुना है जिलों या सभी राज्यों के अन्य सभी जिलों में और फिर कुछ अन्य शहरों से गांवों और फिर अंत में घरों में ठीक है तो यह मूल रूप से अंतिम स्लाइड है गैर बराबरी और संभाव्यता के नमूने के बीच अंतर स्थिति को अनुसंधान के इस दो प्रकृति के उपयोग के पक्ष में देखते हैं जैसा कि खोजपूर्ण यह नमूना त्रुटि के परिमाण का गैर नमूना त्रुटियां हैं जो नमूने से संबंधित नहीं है तो यही है कि जब बड़े होते हैं तो अगर यह गैर नमूना हो तो एक खोजपूर्ण अध्ययन के लिए जाना नमूना त्रुटियों से बड़ा है तो आप एक निर्णय के लिए जाते हैं संभाव्य नमूनाकरण और गैर नमूनाकरण का अध्ययन बड़ा है जो आप गैर संभाव्यता नमूने के लिए जाते हैं और नमूने की त्रुटियां संभावित नमूने के लिए बड़ी होती हैं तो आबादी में परिवर्तनशीलता समरूप है इसलिए जब कम अंतर होता है तो परिवर्तनशीलता में छोटे अंतर एक गैर संभाव्यता के लिए जाना अच्छा है अगर यह उच्च है अगर नमूने एक दूसरे से भिन्न होते हैं आपको इसके बजाय गैर संभाव्यता नमूने के लिए कभी नहीं जाना चाहिए संभाव्यता का नमूना इसलिए कि मैंने कहा कि अधिकांश प्रयोगों में हम संभाव्यता का उपयोग करते हैं तो ये कुछ चीजें हैं तो उसके नमूने के आकार पर गैर संभाव्यता का उपयोग करते हैं या जब आप एक शोध पत्र लिखते हैं या जब आप एक अध्ययन का अध्ययन करते हैं तो संभाव्य नमूनाकरण होता है पूरी तरह से आप पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस प्रकार की विधि का उपयोग करना चाहते हैं ताकि आप बेतरतीब ढंग से अपने नमूने का चयन करें या आप गैर बेतरतीब ढंग से नमूना का चयन कर सकते इस विषय को नहीं समझते हैं तो गैर संभावना विधि के लिए जाना बेहतर है यदि आपको लगता है कि हर किसी को एक ही विषय में समान ज्ञान मिला है इसलिए उदाहरण के लिए मेरी कक्षा के छात्र तब मैं संभाव्य पद्धति का उपयोग करते हैं लेकिन प्रश्न है कि सही नमूना आकार क्या है ठीक नमूना आकार क्या है कोई शोध करता है और पूछते हैं कि नमूना का आकार कितना होना चाहिए आपको अपने अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए तो वहाँ किसी को बताया जाना चाहिए कि विधि क्या है तो हम इसे सरल तरीकों से शुरू करें सरल विधि या तो आप गणितीय दृष्टिकोण के लिए जाते हैं तो आत्मविश्वास अंतराल और दृष्टिकोण क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है तो आइए इसके माध्यम से समझते हैं क्या सामान्य वितरण पहले मुझे यह समझाने की अनुमति देता है और फिर मैं दूसरे पर जाऊंगा इसलिए यह सामान्य वितरण हैं हम उस को समझने के लिए शिबानीबस प्रमेय में जाते हैं सामान्य और घंटियाँ कौड़ी है यही वह बिंदु है जहाँ हमारा मतलब होता है मंझला और मोड है और इस समय तिरछा नहीं है अब तीन मानक विचलन हैं बाईं ओर दाईं ओर तो एक मानक विचलन दो मानक विचलन तीन मानक विचलन अब यह मानक विचलन और कुछ नहीं बल्कि z मान है तो हम कहते हैं कि परीक्षण z परीक्षण को देखा जाना चाहिए कि वह इसे वितरित करता है वह z मान जिसे हम टी मान के बारे में बात करते हैं और z मान मूल रूप से वह मूल्य है जो आपके द्वारा मानकीकृत मानक विचलन के अलावा और कुछ नहीं है यह मानक विचलन है जिसका अर्थ है कि यह मानकीकृत मूल्य हैयह मानकीकृत मूल्य है और यह इकाई कम है उदाहरण के लिए मेरा विश्वास अंतराल माना जाता है उदाहरण के तौर पर यह 95 प्रतिशत विश्वास स्तर है विश्वास स्तर मूल रूप से कुछ ऐसा है जैसे शोधकर्ता सही होना चाहता है यदि ऐसा है तो वह 95 प्रतिशत पर विश्वास कर रहा है इसलिए केवल 5 प्रतिशत त्रुटि होने की संभावना है जिसे मूल रूप से अल्फ़ा कहा जाता है ऐसा तब होता है जब 95प्रतिशत आत्मविश्वास का स्तर सही होता है z मान आम तौर पर 1 2 से 196 क्योंकि z के लिए z का मान 95 प्रतिशत के बराबर या 196 के बराबर है वहाँ तीन सबसे आम अंतराल है 95 99 और 90 ठीक है तो आपके पास उनके लिए तीन अलग अलग मूल्य हैं मुझे लगता है कि यह 99 258 है और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम इस तालिका की जांच कर सकते हैं इसलिए यह मानक के अलावा और कुछ नहीं है विचलन 196 कहीं पर यहाँ 258 कहीं पर है तो अगर मेरे पास 95 अंतराल है तो क्या मतलब है मेरा मतलब है कि यह 95 या 90 z मान है और 196 के लिए इस कारण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह पूरा स्वीकृति क्षेत्र बन जाता है यह स्वीकृति क्षेत्र है और यह हिस्सा मेरा रिजेक्शन ज़ोन है अगर मेरी ज़ेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से परे हो तो यह 95 के स्तर पर कहीं लगता है तो मेरी अशक्त परिकल्पना है मेरी अशक्त परिकल्पना को खारिज कर दिया गया है विश्वास अंतराल विधि का उपयोग यह गणना करने के लिए भी किया जाता है कि n कैसे है कि अब z मूल रूप से है एक्स के रूप में गणना करने के लिए शून्य सेμएक्स हो मनाया मूल्यμमानक स्तर से मतलब होना तो मानक त्रुटि क्या है मानक त्रुटि कुछ भी नहीं है लेकिन मानक त्रुटि का वितरण बहुत महत्वपूर्ण है मानक नमूने और विचलन यह नमूना का वितरण सरल मानक है विचलन अब नमूनों की संख्या है उनके नमूने का मतलब है कि इस नमूने का वितरण मानक त्रुटि सही देता है अगर नमूना त्रुटि मानक त्रुटि कम या अधिक है तो अध्ययन पर प्रभाव पड़ेगा यदि यह नमूना वास्तव में आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वे अच्छे नमूने हैं अच्छे नमूने का मतलब है कि वास्तव में आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन अगर नमूनों में एक उच्च मानक है वितरण बहुत अधिक फैला हुआ है इसलिए मानक त्रुटि बेहतर अध्ययन है x n से अधिक रूट सिग्मा के बराबर है जहां सिग्मा जनसंख्या मानक विचलन है नया फार्मूला लगेगा मतलब z कुछ लोगों के बराबर है z कुछ लोगों का कहना है कि z ने s को सिग्मा पर n के ऊपर रूट किया है अगर मैं n ताकि यह इतना आ जाएगा होगा कि इसका मतलब है सिग्मा n से अधिक जड़ द्वारा के बराबर है जरूरतμz पर या यह कहने के लिए बराबर है कि यह बराबर है इसका तात्पर्य n के ऊपर एक जड़ है यह x पर z सिग्मा के बराबर है μसही यह n x द्वारा जेड सिग्मा वर्ग के बराबर है हैμवर्ग या हम कह सकते हैं n x द्वारा एक्स सिग्मा के बराबर है µशीर्ष पर पूरा वर्ग सही है इसलिए यदि आप इस पद्धति का उपयोग करते हैं और कहें कि मेरी मानक त्रुटि कम है यह मानक त्रुटि नमूने की संख्या पर निर्भर करेगी यदि आपका नमूना आकार बढ़ता है तो आपकी मानक त्रुटि का क्या होता है यह घटता है लेकिन यदि आपके पास एक छोटा नमूना आकार है तब नमूनों के वितरण को बेहतर बनाने के लिए आपकी मानक त्रुटि बढ़ जाएगी मानक विचलन आपके पास एक उच्च नमूना होना चाहिए पता लगाना अब इस वर्ग से विभाजित सूत्र z सिग्मा x हैμ अब x μ है परिशुद्धता सटीक है इसलिए उस पर अध्ययन का सटीक स्तर मूल रूप से x क्या है नमूने का चयन करने के लिए मुझे कौन से नमूनों की आवश्यकता है और खराब चयन करने के उद्देश्य से नमूने और स्वीकार्य नमूनाकरण त्रुटि कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं चाहे वह गुणात्मक या मात्रात्मक अध्ययन एक प्रभाव है यह जनसंख्या का सही नमूना है उदाहरण के लिए आप देखें नमूना आकार निर्धारण में गुणात्मक अध्ययन आप की गहराई की खोज विधि में आवश्यकता होती है जब एक फ़ोकस ग्रुप बना रहे होते हैं तो एक बड़े नमूने का मतलब समझ में आता है कि आपको सौ फोकस समूहों की आवश्यकता नहीं है आपको 6 से 5 या 7 की आवश्यकता होगी इसलिए यदि आप गहन अध्ययन करते हैं जो गुणात्मक अध्ययन में है तो नमूने के कम संख्या है n की संख्या कम है इसलिए एक मात्रात्मक अध्ययन में हम निर्धारित करते हैं सटीकता के स्तर के रूप में नमूने आत्मविश्वास का स्तर या जोखिम 95 आत्मविश्वास का स्तर या 99 90 इसलिए निर्भर करता है कि विशेषताओं में परिवर्तनशीलता का सही स्तर मापा गया है तो चर कितनी बार बदल जाएगा सही चर के व्यवहार क्या है इसका उपयोग करके भी यह निर्धारित किया जाएगा और फिर अंत में बाहरी वैधता अब आपके द्वारा क्या मतलब है बाहरी वैधता जो आपको याद है कि मैंने आपको समझा दिया है कि पिछले सत्र में मेरा मानना है इसका मतलब है कि अगर आपने एक अध्ययन किया है तो यह अध्ययन आपके लिए सक्षम होना चाहिए अगर कल किसी और ने आपके लिए एक अध्ययन शुरू कर दिया है तो सामान्यता का अध्ययन इस तरह से संदर्भित करने में सक्षम हो या आपके अध्ययन का उपयोग किसी अन्य स्थान पर भी किया जा सकता है इसलिए सटीक का स्तर एक है जनसंख्या का सही मूल्य अनुमान लगाना है कि अक्सर व्यक्त अंकों की सीमा कितनी होगी तो सटीक का स्तर क्या है विश्वास स्तर वह संभावना है जिसमें विश्वास स्तर शामिल होगा तो 95 आत्मविश्वास का स्तर लिखा है 100 में से 95 नमूनों में सही जनसंख्या मूल्य होगा सटीक अधिकार के अंत में अनुपात और 5 में यह पांच नहीं होगा जिसे हम अल्फा कहते हैं या प्रकार एक त्रुटि है तो यह परिवर्तनशीलता है इसलिए यह विशेषताओं के वितरण को संदर्भित करता है किसी दिए गए स्तर की सटीकता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े नमूने के आकार का अधिक विषम होना आवश्यक है तो आइए हम एक समस्या लेते हैं हमें इस पर जाना है जनगणना का उपयोग करने वाले दूसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनगणना हर किसी के लिए कुछ है तो आइए देखते हैं कि यह सामान्य जनसंख्या के लिए सूचनाएँ हैं और सबसे पहले इनका नमूना माध्य की शर्तों को हम μ of p कहते हैं इसलिए ये कुछ सूचनाएं हैं जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं अब यह आत्मविश्वास अंतराल है अब यह विश्वास स्तर ऐसा लग रहा है जैसे विश्वास अंतराल फसल के क्षेत्र की तरह दिखता है यदि 95 विश्वास स्तर हैं 95 में विभाजित करें 475 में विभाजित करें क्योंकि पूरा क्षेत्र 1 ठीक है इसलिए यह 475 और अस्वीकृति यहाँ 025 यहाँ है 025 यह एक दो पूंछ परीक्षण है अगर एक है जब तक सभी बिंदुओं का परीक्षण 05 या तो यह पक्ष झूठ होगा या यह पक्ष की हम परिकल्पना करेंगे उदाहरण के लिए विश्वास अंतराल दृष्टिकोण को मापने वाले छात्र को लगता है एक निश्चित तरल का तापमान छह भिन्न नमूनों वाले तरल हम पर इस विचरण को ठीक करता है नमूना की गणना इस तरह से करें यदि मानक विचलन 12 डिग्री हो तो क्या होगा जनसंख्या के मतलब के लिए विश्वास अंतराल तब 95 विश्वास स्तर ठीक था तो गणना करने के लिए नमूना आकार की गणना करें नमूना आकार यह किया जाता है कि देखते हैं n उसी सूत्र के बराबर है जो विकसित हुआ है तो हमने यहाँ 95 उपयोग किया है तो 195 और यह 2209 के बराबर है ताकि माध्य के लिए 95 विश्वास अंतराल प्राप्त किया जा सके कुल लंबाई तो 1 डिग्री छात्र को कितने 23 माप लेने हैं 2209 होने की जरूरत है 23 लाएं तो तृतीय माप नमूने लिए हैं अध्ययन में दस चर हैं कृपया एक सामान्य नियम है प्रत्येक चर जो हमें होना चाहिए कम से कम 20 उत्तरदाता या 20 नमूने इसलिए यदि आपके पास 10 चर हैं तो आपके पास 100 नमूने होने चाहिए आकार यदि आपके पास 15 चर हैं तो 300 नमूने हैं तो यह अंगूठा नियम है कि हम आम तौर पर प्रश्नों या वस्तुओं या चर की संख्या का उपयोग करते हैं जो कुछ भी आपके विचारों को 20 से गुणा करता है इसे नीचे लाओ यह केवल 10 प्रति प्रश्न पर 10 प्रति आइटम काफी अच्छा है इसलिए यदि आपके पास चर २० भले ही आप २०० जमा करें यह बुरा नहीं है लेकिन नीचे जाना अत्यधिक आपत्तिजनक है यह संदिग्ध है जब आप एक नमूना आकार करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं और फिर आप नमूना आकार की गणना कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यदि आप साधारण आकार से अधिक जो केवल पैसे और समय की बर्बादी है लेकिन यदि आप एक खराब नमूना आकार के रूप में मानक त्रुटि बढ़ जाएगी नमूना वितरण में एक समस्या होगी और फिर अध्ययन एक कमजोर अध्ययन होगा तो हमेशा पर्याप्त नमूना आकार करने के लिए सलाह दी जाती है